इस मॉड्यूल में हम ध्वनिक गुणवत्ता संकेतक के बारे में बात करेंगे दो मॉड्यूल हैं जिनमें हम ध्वनिक गुणवत्ता संकेतक देख रहे हैं यह मॉड्यूल मुख्य रूप से पृष्ठभूमि शोर के मानदंड को कवर करता है वे सभी संकेतक क्या हैं जिन्हें हमें पहले समझना होगा कि यह कहा जा सकता है कि पृष्ठभूमि शोर स्तर किसी दिए गए स्थान में सही है और आगे हम ध्वनिक गुणवत्ता के लिए मापदंड के बारे में बात करेंगे यह अच्छा सुनना है यह कैसे शुरू होता है इसलिए इसका दूसरा भाग और अधिक सूचकांकों को कवर करेगा पृष्ठभूमि शोर स्तरों के साथ शुरू करने के लिए आप पृष्ठभूमि शोर स्तर कैसे परिभाषित करते हैं अंतिम मॉड्यूल में से एक हमने पर्यावरणीय शोर स्तरों पर देखा जहां हमने एल समकक्ष के बारे में बात की थी और हम जानते हैं कि इन सीमाओं को कैसे परिभाषित किया जाता है इनडोर शोर के स्तर के मामले में हम बुनियादी संकेतक के संदर्भ में परिभाषित करते हैं जो शोर मानदंड है जिसे आमतौर पर एनसी कहा जाता है मानकों में से कई एनसी30 एनसी40 एनसी45 को परिभाषित करते हैं एक सामान्य संकेतक जो आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश मानकों में मिलेगा आपको यह नाम एनसी 30 40 मिलेगा और अंतरिक्ष के प्रकार पर निर्भर करता है कि वहां क्या गतिविधि होती है और एक ध्वनिक गुणवत्ता क्या है जो आवश्यक है यह शोर मानदंड भिन्न होता है शोर मानदंड एनसी हैं यह एक एकल संख्या सूचकांक है जिसका उद्देश्य डिजाइन लक्ष्यों को परिभाषित करना है किसी दिए गए स्थान में स्वीकार्य पृष्ठभूमि शोर स्तर कितना होना चाहिए समग्र ध्वनि दबाव स्तर या ध्वनि दबाव स्तर L समकक्ष कहने के बजाय यह एक बेहतर संकेतक है यह इस वक्र से निकलता है मैं इसे पहले समझाऊंगा एक्स अक्ष पर आपके पास ओक्टेव बैंड केंद्र आवृत्ति होगी हमने इसे देखा यहाँ यह 63 हर्ट्ज से लेकर 8000 हर्ट्ज तक जाता है आगे कम और आगे उच्च आवृत्तियों को कवर नहीं किया गया है प्राथमिक श्रव्य आवृत्तियों यह 63 से शुरू होता है 8000 हर्ट्ज तक जाता है Y अक्ष पर आपको डेसीबल में ध्वनि दबाव स्तर मिलेगा वहाँ परिभाषित आकृति हैं जिन्हें विकसित किया गया है तो यदि आप उदाहरण के लिए NC20 के लिए विशेष रूप से शोर मानदंड लेते हैं तो आप आवृत्ति के केंद्र में पाएंगे जो कि 1000 हर्ट्ज है जो आपको 20 डेसिबल के करीब या थोड़ा अधिक या कम मिलेगा फिर यह बैंड जैसा कि यह ऊपर जाता है यह कम हो जाता है और फिर जैसे ही यह कम आवृत्ति पर आता है यह मान ऊपर जाता है यह कमोबेश सुनने की क्षमता के समान है जो मानव कान के पास है कम आवृत्ति में अधिक ध्वनि दबाव स्तर की अनुमति है उदाहरण के लिए यदि कोई मानक परिभाषित करता है कि आपको एनसी40 यानी किसी दिए गए स्थान में 40 का शोर मानदंड पूरा करना है तो इसे ऑफिस स्पेस ओपन प्लान ऑफिस स्पेस के रूप में लें एनसी 40 के शोर मानदंडों को पूरा करना होगा फिर इसका क्या अर्थ है कि यह कैसे अनुवाद करता है 63 हर्ट्ज पर आप 65 डेसिबल तक जा सकते हैं 63 बहुत कम आवृत्ति है मध्य आवृत्ति में कहें कहीं 500 1000 या 2000 हर्ट्ज के लिए आपको 40 डेसिबल के करीब होना होगा और फिर उच्च आवृत्तियों पर यह अपेक्षाकृत कम होना चाहिए 8000 हर्ट्ज NC40 पर वास्तव में मतलब होगा कि आपको लगभग 37 या 38 डेसिबल के आसपास मिलना होगा इसलिए यदि आपके पास एक स्पेक्ट्रम विश्लेषक या एक ध्वनि दबाव स्तर मापने वाला उपकरण है तो कमरे को डिजाइन करने के बाद आपको 63 हर्ट्ज पर मिलना होगा यह 63 या 65 डेसिबल के बराबर हो सकता है लेकिन 8000 हर्ट्ज जैसे उच्च आवृत्तियों पर यह होना चाहिए 40 डेसिबल से कम यही इसका मतलब है फिर यदि आप इसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप शोर मानदंडों को पूरा कर चुके हैं जो परिभाषित है निचली रेखा है जो सुनने की दहलीज है और शोर मानदंड जो 30 के करीब या उससे नीचे है जिसका अर्थ है कि यह एक बहुत ही शांत माहौल है यह मामूली शोर से शोर है यह 30 से 50 के आसपास के बीच है 50 से 60 65 के करीब यह बहुत शोर है और 65 से ऊपर यह अत्याधिक शोर कहा जाएगा इसलिए स्थान के आधार पर उदाहरण के लिए एक वाणिज्यिक क्षेत्र बनाम एक निजी कार्यालय बनाम एक निजी कार्यालय और एक बोर्ड रूम के बीच अंतर है जहां नेकां को परिभाषित किया गया है शोर मानदंड काफी भिन्न होगा जैसा कि हम जानते हैं कि ध्वनि दबाव स्तर ए भारित शब्दों में व्यक्त करना आसान है यह भी एक भारित है इसका मतलब है कि आप इसे सुनने की मानव कान की क्षमता के लिए वजन कर रहे हैं इन दोनों की तुलना की जा सकती है उदाहरण के लिए आप एक शोर समोच्च या एनसी मानदंड 40 के समोच्च लेते हैं यह एक समतुल्य ध्वनि दबाव के बराबर होगा A भारित ध्वनि दबाव स्तर 50 यह बढ़ता है तो यह भी बढ़ता है लेकिन फिर भी काफी अंतर है यह कमरे में पृष्ठभूमि के शोर के स्तर का दर्शाने के लिए अधिक या अधिक सटीक पाया गया था मैं आपको एक विशिष्ट उदाहरण देने जा रहा हूं यह ओपन ऑफिस है ओपन का शीर्ष दृश्य है ऑफिस हमने कुछ विशिष्ट स्थानों में माप लिया है लगभग 6 स्थानों में हमने ध्वनिक गुणवत्ता में मापा जहां भी हम कार्यालयों के संदर्भ में ध्वनिक गुणवत्ता संकेतकों के माध्यम से आते हैं मैं इस उदाहरण का हवाला दूंगा इस छवि को याद रखें यह एक बहुत ही सममित दिखने वाला खुला कार्यालय है 6 स्थिति जहां हम मापते हैं जैसे कार्य सत्र के अंदर ये क्यूबिकल हैं इसमें से प्रत्येक चार कार्य स्थानों को बनाता है हमने गलियारे के साथ और काम के करीब लिया रिक्त स्थान और कुछ विशिष्ट स्थानों पर इसलिए एक विशिष्ट खुले कार्यालय में यदि आप उदाहरण के लिए आपके पास कोर क्षेत्र लेते हैं तो दो बार हमने माप लिया है कि आप पृष्ठभूमि में जो देखते हैं वह एक शोर मापदंड है जो मैंने आपको दिखाया है और ये डार्क रेखाएँ हमारे मापे पर हुए मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं यहां दो चीजें हैं जो गैर कार्यालय समय का प्रतिनिधित्व करती हैं एक यहां कार्यालय शुरू होने से पहले या कार्यालयों के बाद लोग चले गए हैं दो मुख्य बातें होती हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्लस कंप्यूटर फोटोस्टैट और रिप्रोग्राफिक मशीन और अन्य विशिष्ट मशीनरी बंद हो जाती हैं साथ ही बात करने वाले लोग और संवादी पृष्ठभूमि शोर भी कम हो रहे हैं इसके कारण आपको बैकग्राउंड नॉइज़ का स्तर कम लगता है यदि आप शोर मानदंड का अनुमान लगाते हैं तो हमें लगभग 38 एनसी इसलिए यदि कार्यालय मानक खुले कार्यालय के लिए मानक कहता है कि आपको 40 शोर मानदंडों को पूरा करना है जब लोगों और मशीनरी को बंद कर दिया जाता है तो लोग वहां नहीं होते हैं तब हम शोर के मापदंड के अनुसार 38 के करीब पहुंच रहे हैं लेकिन तब जब आप कार्यालय के समय के दौरान मापते हैं तो हम पाते हैं कि कम आवृत्ति है शायद मशीनरी और रिप्रोग्राफक पृष्ठभूमि शोर के स्तर के कारण बहुत अधिक है फिर आपके पास बातचीत करने वाले लोग भी हैं जो इसे बढ़ाते हैं हमने पाया कि हमें कार्यालय समय के दौरान लगभग 53 शोर मापदंड मिले इसलिए हमारे उदाहरण में कहा गया है कि यदि हमें 40 शोर मानदंडों को पूरा करना है तो हम इसे पूरा नहीं कर पा रहे तो हमें शोर मानदंडों को कम स्तर पर लाने के लिए कुछ प्रकार के ध्वनिक उपचार के लिए जाना होगा यह निजी कार्यालयों में से एक है यह एक ही खुला कार्यालय है लेकिन परिधि में हमारे पास कुछ क्यूबिकल्स हैं जहां मुझे वरिष्ठ लोगों के लिए खेद है कि निजी केबिन कार्यालय के केबिन हैं हमने वहां एक माप किया लेकिन अगर आप निजी कार्यालय लेते हैं तो आप गैर कार्यालय समय बनाम कार्यालय समय के दौरान लिए गए मान वे करीब थे क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति था जो न्यूनतम ध्वनि की मात्रा के साथ बैठा था यह एयर कंडीशनिंग साउंड प्लस सिर्फ एक लैपटॉप और वहां बैठा व्यक्ति था इसलिए कम या ज्यादा आप जानते हैं कि इन मापों को लगभग एक घंटे की अवधि के लिए लिया गया था लगातार वे रिकॉर्ड किए जाते हैं और यह अनुमान लगाया गया था इसलिए हमने पाया कि कम से कम वे कार्यालय समय 45 के साथ 40 के करीब थे लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि शोर मानदंडों की परिभाषाएं एक खुले कार्यालय से एक निजी कार्यालय स्थान में भिन्न होंगी यहां शोर मानदंड की आवश्यकता स्वयं कम होगी यह 40 या 45 से अधिक नहीं हो सकता है वे किसी विशेष मानक को पूरा करने के लिए कह सकते हैं या कार्यालय के घंटों के दौरान 35 के शोर मानदंडों को पूरा करने के लिए कह सकते हैं तो फिर से हमें इलाज के लिए जाना पड़ सकता है यह इस बात का एक संकेतक है कि पृष्ठभूमि के शोर के स्तर कैसे मौजूद हैं विशिष्ट मानक अलग अलग संस्करण हैं आमतौर पर स्वीकार किए गए संस्करण के रूप को परिभाषित करने वाले मानक 30 से 35 व्याख्यान के लिए कमरे या कमरे छोटे खुले कार्यालय 35 से 40 इसमें निजी केबिन भी शामिल होंगे फिर बड़े कार्यालय आप उच्चतम 45 के रूप में जा सकते हैं दुकानों या गैरेज में यह उच्चतर होगा और यह उच्चतम 70 एनसी जा सकते हैं यह शोर मापदंड के संदर्भ में है पृष्ठभूमि शोर स्तर को परिभाषित करने का एक और संस्करण है यदि आप पिछले ग्राफ को करीब से देखते हैं तो आपके पास 63 हर्ट्ज से लेकर 8000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति थी आमतौर पर अगर आप यह समझना चाहते हैं कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या करता है और शोर स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम में पंखे पंप मोटर एयर हैंडलिंग यूनिट मिक्सिंग टर्बुलेंट साउंड के साथ साथ हवा का गुजरना भी अशांत होने का कारण बनता है साथ में इनडोर शोर स्तर में प्रभाव या ऊंचाई या वृद्धि होती है इसलिए यदि आपको समझना है तो आपको यहां से आगे जाना होगा कि यहां क्या फ्रीक्वेंसी प्रस्तुत की जाती है इसमें ठीक यही किया गया था इसे कमरे का मापदंड कहा जाता है या आमतौर पर RC के रूप में जाना जाता है कई संस्करण हुए हैं वर्तमान या अधिक सामान्यतः संदर्भित आरसी मार्क 2 है इस कमरे के मानदंडों में कई सुधार हुए हैं ये कुछ निश्चित परिभाषाएँ या मानदंड हैं जो मानकों द्वारा निर्धारित किए गए हैं तो वर्तमान एक आरसी अंक 2 है यह एक समान ग्राफ है जिसमें आपके पास एक्स धुरी में ओक्टेव फ़्रीक्वेंसी ऑक्टेव बैंड सेंटर फ़्रीक्वेंसी है यह अधिकतम तक जाता है यह 4000 हर्ट्ज तक जाता है लेकिन न्यूनतम पहले यह 63 हर्ट्ज तक था अब यह 16 हर्ट्ज तक बढ़ जाता है तो आप विचार कर रहे हैं या बहुत कम आवृत्तियों पर विचार करना शुरू कर रहे हैं जो वास्तव में शोर के मानदंडों की अनुमति है यह मुख्य रूप से एचवीएसी शोर उत्सर्जन के संदर्भ में कम आवृत्ति और मध्य आवृत्ति से जुड़ी समस्याओं पर विचार करने के लिए विकसित किया गया था इसलिए यदि आप ASHRAE जैसे एक एयर कंडीशनिंग मानक को देखते हैं तो वे आपको विशिष्ट कमरे के मानदंड का पालन करने के लिए कहेंगे क्योंकि आप HVAC प्रणाली को मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में या HVAC इंजीनियर के रूप में डिजाइन कर रहे हैं अंत में आपको कमरे के ध्वनिक मानदंड या कमरे के मानदंडों को पूरा करना होगा 3 4 विशिष्ट चीजें हैं जिन्हें हमें नोट करना है इससे पहले की बात वहाँ वक्र है जो कह रहे हैं कि शोर मानदंड एनसी 20 और एनसी 30 हैं यहां हमारे पास कमरे का मानदंड 25 से शुरू होकर 50 तक चला जाता है सुनने की सीमा होती है एक बात दिलचस्प है कि अगर आवृत्ति का स्तर नीचे जाता है उदाहरण के लिए 63 हर्ट्ज़ कहें या 16 हर्ट्ज़ कहें तो बहुत अधिक आवृत्तियाँ नहीं होती हैं जो हमारे कान समझ सकते हैं और सराहना कर सकते हैं इस आवृत्ति पर जब ध्वनि उत्सर्जित होती है तो इसे श्रव्य ध्वनियों के बजाय प्रत्यक्ष भौतिक कंपन के रूप में महसूस किया जाएगा अब बहुत उच्च ध्वनि दबाव स्तर या डेसिबल स्तर केवल 16 हर्ट्ज पर सुना जा सकता है लेकिन इससे पहले कि हम इसे सुनना शुरू करें आप शारीरिक कंपन महसूस करना शुरू कर देते हैं ज़ोन B और ज़ोन A को यहाँ दो ज़ोन परिभाषित किया गया है यदि आप ज़ोन B लेते हैं तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ एक संभावित कंपन है और ये विशिष्ट कंपन हैं उदाहरण के लिए 16 हर्ट्ज पर आपके स्पेक्ट्रम विश्लेषक से पता चलता है कि आपके पास 65 डीबी का ध्वनि दबाव स्तर है इसका मतलब है कि कंपन की संभावना है या कम से कम नलिकाएं या मशीनरी या एचवीएसी प्रणाली एक संभावित कंपन का कारण बन सकती है जोन ए में स्तर और भी अधिक हैं यह इंगित करता है कि निश्चित रूप से कुछ कंपन हैं जो परिणाम देने जा रहे हैं इसके अलावा तीन लाइनें हैं लाइन डी लाइन सी और ई हम देखेंगे कि उनका क्या मतलब है उदाहरण के लिए तटस्थ स्तर या आरसी तटस्थ का अर्थ है इस सप्तक बैंड में से प्रत्येक ध्वनि दबाव स्तर इन बिंदीदार रेखाओं के नीचे स्थित हैं दो महत्वपूर्ण मानदंड हैं एक रंबल है दूसरा फुफकार है गड़गड़ाहट एक कम आवृत्ति संकेतक है और फुफकार एक उच्च आवृत्ति संकेतक है यदि आप एक स्पेक्ट्रम विश्लेषक से फिर से माप रहे हैं तो आप इसे मापते हैं यदि आपकी कम आवृत्ति ध्वनि दबाव का स्तर इस विशेष रेखा डी इस बिंदीदार रेखा डी से अधिक है तो यह इंगित करेगा कि आप एक गड़गड़ाहट वाली ध्वनि करने जा रहे हैं वे वास्तव में ध्वनि या ध्वनि का चरित्र को ही वर्गीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं आप एक गड़गड़ाहट वाली ध्वनि का अनुभव करेंगे जबकि यदि आपका ध्वनि दबाव स्तर स्पेक्ट्रम विश्लेषक माप इन आवृत्तियों या थोड़ी अधिक आवृत्तियों पर रेखा E को पार करने वाला है तो आपको एक हिसिंग ध्वनि का अनुभव होगा यह वास्तव में इसका मतलब है फिर जैसा कि मैंने कहा कि यदि वे सीमा पार करके बी में आते हैं तो आप संभावित कंपन की उम्मीद कर सकते हैं और जब वे जोन ए में जाते हैं तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से कुछ कंपन जुड़े होंगे जहां कंपन होता है वहां मुख्य चीजें एचवीएसी नलिकाएं हैं जहां अशांत वायुप्रवाह कुछ कंपन का कारण बनता है उसी कार्यालय का विशिष्ट उदाहरण जिसके बारे में मैं बात कर रहा था जब हमने मापा था कि कोई कर्कश ध्वनि नहीं है लेकिन थोड़ी सी हिस ध्वनि है क्योंकि यह क्रॉस नहीं छूने की कोशिश कर रहा था लेकिन यह ई लाइन को छूने की कोशिश कर रहा था लेकिन कमरे के मानदंडों को पूरा किया गया था एकमात्र समस्या यह थी कि शोर का मापदंड थोड़ा ऊपर था यहाँ एक भिन्नता है यदि आपको कमरे के मानदंड स्वीकार्य लगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको HVAC प्रणाली या HVAC प्रणाली के डिजाइन या उपचार पर काम नहीं करना है आप शायद यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस एचवीएसी प्रणाली का शोर स्तर पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं है जब शोर मानदंड पूरा नहीं होता है तो आपका मुख्य ध्यान कमरे के ध्वनिक उपचार पर होना चाहिए जबकि यदि आप देखते हैं कि कमरे के मापदंड ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका मुख्य ध्यान एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर होना चाहिए जब मैं कहूं तो आपको एयर कंडीशनिंग सिस्टम से जुड़े शोर के स्तर को देखना होगा इसलिए हमने पृष्ठभूमि शोर स्तरों के लिए दो संकेतकों को देखा हम इनडोर ध्वनिक गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक को देखेंगे यह एक बहुत ही सामान्य शब्द है यह शब्द दिन प्रतिदिन के उपयोग में है पुनर्वितरण समय यह पहले संकेतकों में से एक है यह ध्वनिक गुणवत्ता का एकमात्र संकेतक नहीं है कई संकेतकों के बीच यह सबसे अधिक उपयोग किया जाता है और सरल सूचकांकों में से एक है जिसे आपको समझना होगा पुनर्वितरण समय 60 डेसिबल तक क्षय करने के लिए एक सीधी ध्वनि के प्रतिबिंब के लिए समय की आवश्यकता होती है इसे इस तरह से देखते हैं एक्स अक्ष में मेरे पास समय है हम मिलिसेकंड के बारे में बात करेंगे क्योंकि कमरे के तापमान इनडोर में ध्वनि का वेग 343 मीटर प्रति सेकंड है फिर एक विशाल सभागार में भी ध्वनिक लहर जिस समय आप तक पहुँचेगी वह मिलिसेकंड में होगी आप कुछ सेकंड की देरी का अनुभव भी नहीं करेंगे यह कुछ मिलीसेकंड होगा जिसमें ध्वनि आप तक पहुंचेगी आइए हम डेसीबल के संदर्भ में ध्वनि दबाव स्तर लें तो हम कहते हैं कि यह 30 40 50 है मैं 100 डेसिबल तक जा रहा हूं अब एक पृष्ठभूमि शोर स्तर है जैसे हमने देखा कि यह एक छोटा व्याख्यान कक्ष है आपके पास निश्चित पृष्ठभूमि शोर स्तर है आप एक आवेगी ध्वनि पैदा करने जा रहे हैं उदाहरण के लिए कहें कि आप एक पटाखा फोड़ रहे हैं क्या होगा एक तेज ध्वनि होगी जो 110 डीबी जितनी अधिक होती है फिर यह तेजी से क्षय नहीं होगा लेकिन यह अंततः क्षय होगा एक ढलान होगा और फिर वापस आ जाएगा थोड़ी देर बाद यह वापस आएगा पृष्ठभूमि शोर स्तर कल्पना कीजिए कि यदि पृष्ठभूमि का शोर स्तर 30 या 35 डेसिबल के आसपास है तो आप ध्वनि दबाव स्तर को बढ़ा रहे हैं और पृष्ठभूमि शोर स्तर तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है अब यहाँ यह फिर से पृष्ठभूमि शोर स्तर के साथ जारी है यदि आप इस शिखर बिंदु को 0 0 मिलीसेकंड यानी 0 सेकंड के रूप में चिह्नित करते हैं तो यह एक शुरुआत है और यह उदाहरण के लिए यह कुछ मिलीसेकंड के बारे में लेता है पहले सेकंड के बारे में बात करते हैं हम मिलसेकंड में वापस आ जाएंगे अब यदि आप इसे मिलीसेकंड में मान रहे हैं तो मान लें कि इस बिंदु पर वापस आने में लगभग 1 सेकंड का समय लग रहा है इस रेखा के ढलान का अनुमान लगाया जाता है और इसके बीच का समय जो कि प्रत्यक्ष ध्वनि के परावर्तन हैं तो इस बिंदु पर यह चरम प्रत्यक्ष ध्वनि है यह एक ताली हो सकती है यह बंदूक की गोली हो सकती है या यह एक पटाखा या कोई भी मानक ध्वनि स्रोत हो सकता है आप पृष्ठभूमि के शोर के स्तर को ऊंचा कर रहे हैं और फिर आपका इसे गिरने देना है गिरने में इसे लगभग 1 सेकंड लगता है यह वही है जिसे आप पुनर्वितरण समय के संदर्भ में कहते हैं यह सेकंड में व्यक्त किया जाता है पुनर्वितरण का समय सेकंड में व्यक्त किया गया है पुनर्वितरण समय के लिए सरल सूत्र का उपयोग यहां किया जाता है T r0163 V A Tr पुनर्वितरण समय V कमरे का आयतन A ध्वनिक अवशोषण सबाइन में व्यक्त किया गया है सबीन उस व्यक्ति का नाम है जिसने इन सभी शारीरिक प्रयोगों को किया और आखिरकार उसने इन मापदंडों के बीच एक संबंध प्राप्त किया A वास्तव में S का एक कारक है यह एक सतह क्षेत्र और α है जो अवशोषण गुणांक है हम निम्नलिखित वर्गों में से एक में अवशोषण गुणांक के बारे में अधिक देखेंगे α एक सामग्री का अवशोषण गुणांक है और एस उस विशेष सामग्री का एक सतह क्षेत्र है मान लें कि आपके पास 4 मीटर से 4 मीटर का कमरा है और ऊंचाई 3 मीटर है इसलिए बहुत छोटा कमरा आपके पास दीवार की सतह है और आपके पास एक फर्श कालीन है और आपके पास एक छत है किसी भी दरवाजे की खिड़की की उपेक्षा कर रहे हैं यह एक परिरक्षित कमरा है इसलिए एक साधारण कमरे के साथ आपके पास तीन अलग अलग सामग्रियां हैं सबसे पहले दीवार की सतह दीवार का सतह क्षेत्र है यदि आपको पुनर्वितरण समय की गणना करनी है तो सबसे पहले आपको दीवार की सतहों के सतह क्षेत्र की गणना करने की आवश्यकता है तो आपके पास चार दीवारें हैं यह 4 मीटर बाई 4 मीटर का कमरा है आपके पास 4 बाई 3 मीटर की चार दीवारें हैं यह सतह क्षेत्र होगा दीवार में कोई अवशोषण सामग्री नहीं है अवशोषण गुणांक 0 से 1 तक होता है 0 का मतलब है कि यह पूरी तरह से अवशोषित है 1 का मतलब है कि यह पूरी तरह से परावर्तित है यह एक गुणांक है एक अनुपचारित दीवार के लिए कहें परावर्तन लगभग 085 या 09 के आसपास होंगे दीवार की सतह के भीतर कोई अवशोषण नहीं हो रहा है तो हम इसे 09 के रूप में लेते हैं फिर आपके पास जो कुछ भी होगा उसे पूरे अभिव्यक्ति को 09 से गुणा करना होगा तो यह α1 है S1 यह पहली सतह है जिस पर हम विचार कर रहे हैं अगली सतह फर्श की सतह होगी जो कि α2 S2 होगी 4 मीटर और 4 मीटर होगी यह एक फर्श क्षेत्र है मैंने कहा कि यह एक कालीन फर्श है हम अवशोषण गुणांक को परिभाषित करते हैं मैं अवशोषण गुणांक के बारे में अधिक परिभाषित और बात करूंगा यह आवृत्ति स्पेक्ट्रम के साथ बदलता रहता है यह सभी स्पेक्ट्रम के लिए एक ही संख्या नहीं है यह आवृत्ति के अनुसार बदलता रहता है लेकिन हमें अभी एक नंबर लेना है आइए हम कार्पेट को लगभग 05 के अवशोषण गुणांक के रूप में लें जो 50 प्रतिशत अवशोषित होता है फिर आप इसे 05 से गुणा करें तीसरी सतह हमने α3 S3 के बारे में बात की जो कि छत होगी फिर से 4 मीटर और 4 मीटर की है आइए हम α3 को 06 के रूप में लेते हैं आपके पास एक छत है यह जिप्सम की छत है तो आपके पास यहां 06 होगा यदि आप सिग्मा लेते हैं तो आप इसे पूरा करते हैं आपको सबाइन के संदर्भ में ए परिभाषित के रूप में एक संख्या मिलती है यह भाजक के पास जाता है आपके पास अंश में कमरे की आयतन है आप पूरी बात को गुणा करते हैं आपको सीधे पुनर्वितरण का समय मिलेगा यहाँ बहुत ही सरल सूत्र एक तार्किक समझ इस तरह से है यदि आपको पुनर्वितरण के समय में सुधार करना है तो कहें कि आप ध्वनि के क्षय के लिए लंबे समय तक या अधिक समय के लिए पुनर्वितरण चाहते हैं 1 सेकंड के बजाय यह यहां तक आ रहा है इसके बजाय कुल 3 सेकंड का समय लेने जा रहा है इस बिंदु से इस बिंदु पर अगर यह 3 सेकंड ले रहा है तो परावर्तन उस कमरे में रहते हैं कल्पना करें कि आप अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हैं आपके पास कोई फर्निशिंग नहीं है आपके पास लोग नहीं हैं कुछ भी नहीं है बस एक खाली कमरा है यदि आप ताली बजाते हैं या यदि आप गाते हैं तो आप बहुत सारे परावर्तन सुनेंगे एक परिवेशी ध्वनि होगी जो निरंतर चल रही है लेकिन फिर अंततः आप कब्जा करना शुरू कर देते हैं आप अपने फर्नीचर डालते हैं आपके पास अपनी खुली खिड़कियां हैं लोग होंगे सब कुछ ध्वनि को अवशोषित कर रहा है या ध्वनि को बिखेर रहा है तब पुनर्वितरण अंततः नीचे आता है यह वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यदि यह 3 सेकंड है तो बहुत अधिक परावर्तित ध्वनि होने वाली है जैसा कि मैंने पहले कहा स्रोत से ध्वनि के लिए एक बिंदु रिसीवर तक पहुंचने में लगने वाला समय मिलीसेकंड के संदर्भ में होगा प्रारंभ में यदि आपको याद है कि हम यहां मिलिसकंड्स के बारे में बात कर रहे थे तो हम उस चर्चा पर वापस आएंगे लेकिन यह मिलीसेकंड में होगा लेकिन अगर आपके पास पुनर्वितरण का समय बहुत लंबा है उदाहरण के लिए 3 सेकंड 4 सेकंड यह कहें कि यह पहला क्लैप है कल्पना करें कि आप एक शब्द और दूसरे शब्द बोल रहे हैं पहला शब्द कुछ मिलीसेकंड में व्यक्तियों तक पहुंचता है तब आपके पास दूसरा शब्द वर्तनी होगा दूसरा शब्द आने वाला है लेकिन उस समय तक जब पहला शब्द का क्षय नहीं हुआ है है या पुनर्वितरण का समय अधिक है तो यह दूसरे शब्द को छिपाना रू कर देगा एक हॉल में कल्पना कीजिए कि आप यहां बैठे हैं एक व्यक्ति यहां बात कर रहा है इस जगह से बात कर रहा है आप इस क्षेत्र में बैठे हैं आपके पास फर्श और छत से भी परावर्तन हैं देखें कि आप एक जगह बैठे हैं पोडियम है आप यहां बैठे हैं यहां एक सीधी आवाज आ रही है कल्पना कीजिए कि आपके पास 6 मिलीसेकंड हैं फिर एक परिवर्तित घटक होगा प्रत्येक सतह से परावर्तन होंगे और आप तक ध्वनि पहुंचेगी यदि यह ध्वनि उदाहरण के लिए 08 सेकंड या 1 सेकंड के भीतर अवशोषित या क्षय नहीं होती है तो वे दूसरे संकेतों के साथ हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे तो यह संकेत एक है जब सिग्नल दो आना शुरू होता है तो वे एक दूसरे को मिलीसेकेंड में फॉलो करते हैं जैसे कि जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं कुछ मिलीसेकेंड अंतराल के भीतर प्रत्येक शब्द को वर्तनी दे रहा हूं समय की देरी नहीं है इसलिए वे एक दूसरे को मास्क करना शुरू कर देंगे हम इसे और अधिक विस्तार से देखेंगे लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप यहां एक अवशोषण परत शुरू करना चाहते हैं यदि आप चारों ओर परावर्तक परत देना शुरू करते हैं तो ये ध्वनियाँ दीर्घ ध्वनियाँ अंततः अवशोषित हो रही हैं जिस क्षण वे अवशोषित हो रहे होते हैं अंततः मास्किंग प्रभाव नीचे आ जाता है यह वही है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए इस संदर्भ में यदि आप पुनर्वितरण के समय को कम करना चाहते हैं तो हम जिस बारे में बात कर रहे हैं कल्पना करें कि मूल पुनर्वितरण समय 3 सेकंड था आप इसे 1 सेकंड तक नीचे लाना चाहते हैं इसे करने के लिए अलग अलग विधियां हैं आम तरीका जो उद्योग या किसी भी प्रकार का सामग्री विक्रेता आपको बताएगा कि अवशोषण गुणांक बढ़ाना है 05 अवशोषण गुणांक का उपयोग करने के बजाय हमारे पास 05 के रूप में α2 06 के रूप में α3 था 05 के बजाय वह आपको 02 के लिए जाने की सलाह देगा या 06 के बजाय वह कहेगा कि 02 या 03 के लिए जाएं और वह कहेंगे की दीवार की सतह को ठीक करें ताकि यह आसानी से 04 तक बनाया जा सकता है इन सभी स्थितियों के साथ आप हर में संख्या बढ़ा रहे हैं यानी कुल सबाइन बढ़ जाएगा इस के साथ पुनर्वितरण समय नीचे लाया जा सकता है यह एक तरीका है लेकिन ऐसी अन्य विधियाँ हैं जिनसे सतह क्षेत्र को बदल सकते हैं बजाय पूरी दीवार पूरी छत पूरे तल क्षेत्र को चुन सकते हैं जिसे आप चुन सकते हैं या उस सतह क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकते हैं जिसका आप उपचार कर रहे हैं एक तीसरा तरीका है आप आयतन बदल सकते हैं यदि आपको लगता है कि आपके मामले में 3 मीटर या 3 और आधा मीटर की ऊंचाई की आवश्यकता नहीं है तो आप इसे कम कर सकते हैं कल्पना करें कि आप 35 मीटर के कमरे को 3 मीटर तक कम कर रहे हैं आप वास्तव में यहां आयतन कम कर रहे हैं यदि आयतन कम हो जाता है तो पुनर्वितरण का समय कम हो जाएगा यदि आप बड़े ऑडिटोरियम कैथेड्रल ओपेरा हाउस लेते हैं जो आयतन में विशाल हैं पुनर्वितरण का समय 25 सेकंड के रूप में उच्च जाएगा जबकि छोटे व्याख्यान कक्ष छोटे कमरे सबसे अच्छा डिज़ाइन किए गए हॉल में कहीं के बारे में पुनर्वितरण का समय होगा लगभग 08 से 1 सेकंड 08 से कम आपके पास बेहतर ऑडिबिलिटी होगी हम अधिक विस्तार से श्रव्यता को देखेंगे यह आयतन अवशोषण के सतह क्षेत्र और पदार्थ के अवशोषण के बीच का संबंध है यदि आप इन तीन चीजों को जानते हैं तो आप पुनर्वितरणसमय निर्धारित कर सकते हैं यह भी आवृत्ति का एक कारक है जैसा कि मैंने कहा कि यह आवृत्ति के संबंध में भिन्न होता है और यह सापेक्ष आर्द्रता के संबंध में भी भिन्न होता है लेकिन सामान्य गणना में हम विस्तार में बहुत अधिक नहीं जाते हैं हां वास्तव में यह जवाबदेह है आप बस इसे अनदेखा नहीं कर सकते लेकिन फिर भी इस मॉड्यूल में एक सरल समझ के लिए आप 0163 V A के साथ जा सकते हैं A सबाइन के ध्वनिक अवशोषण में है जो अवशोषण गुणांक और संबंधित सतह क्षेत्र का एक कारक है टी 60 नामक एक शब्द है जो 60 डेसिबल है ध्वनि को 60 डेसिबल से क्षय करना पड़ता है इस स्थिति में आपके पास 110 डीबी का ध्वनि दबाव स्तर होता है यह अधिकतम है 110 डीबी से ध्वनि दबाव स्तर को 60 डेसिबल तक कम करना पड़ता है यह नीचे आना चाहिए कुल क्षय 60 डीबी होना चाहिए यह यहां बढ़ गया है इसे 60 डीबी से गिराना है 60 डीबी द्वारा ड्रॉप के लिए लिया गया समय वास्तव में वही है जिसे आप पुनर्वितरण समय के रूप में मापते हैं सूत्र का एक सरल पुन उपयोग आप वास्तव में यह पता लगा सकते हैं कि अपेक्षित अवशोषण क्या है इसलिए यदि आपके पास आवश्यक अवशोषण और वास्तविक अवशोषण है तो आप अपेक्षित पुनर्वितरण समय और वास्तविक पुनर्वितरण समय पा सकते हैं आप पा सकते हैं कि अपेक्षित अवशोषण क्या है यह एक विशिष्ट समस्या है आपके पास पहले से ही एक कमरा है जिसमें आपको अवशोषण सामग्री डालनी है आप कितनी मात्रा में अवशोषित सामग्री जोड़ेंगे मौजूदा अवशोषण α0 है आपके पास मौजूदा पुनर्वितरण समय और पुनर्वितरण समय है जिसे आपने प्राप्त करने का इरादा किया है तो आपके पास 2 सेकंड या 3 सेकंड का पुनर्वितरण का समय है आप इसे 1 सेकंड में लाना चाहते हैं इसे स्थानापन्न कर सकते हैं आपके पास वर्तमान α है जो एक मौजूदा अवशोषण है आप पाएंगे कि एक अपेक्षित ध्वनि अवशोषण गुणांक क्या है जिसकी आवश्यकता है पुनर्वितरण समय निर्धारित करने के विभिन्न तरीके हैं हमने सबीन के सूत्र को देखा इसके अलावा सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले चार अन्य तरीके हैं वे फिर से अनुप्रयोगों के आधार पर भिन्न होते हैं इयरिंग की विधि नॉरिस विधि मिलिंगटन सेटे विधि फिट्ज रॉय के समीकरण ये बातें विस्तृत ध्वनिक गणना के लिए भी लागू होती हैं विशिष्ट हॉल प्रकार के लिए विशिष्ट अवशोषण प्रकार के लिए सबाइन के मॉडल को अतिरिक्त रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है तो आपको एक विस्तृत काम करने की आवश्यकता होगी उनके पास कुछ सिद्धांत भी हैं जैसे परावर्तन के तरीके कुछ चीजें यहां मान ली गई हैं मैं अभी इन मॉडलों के विवरण में नहीं जा रहा हूं हम सबाइन की विधि मैं ही रहेंगे एक विशिष्ट ध्वनि स्पेक्ट्रम विश्लेषक में विभिन्न वर्ग होते हैं कक्षा III बहुत सरल है आपको केवल एक ध्वनि दबाव स्तर SPL मिलेगा आपको फ़्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा कक्षा II में आपको फ़्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मिल सकता है जो कुछ मैन्युफैक्चरर करते हैं कक्षा I दीर्घकालिक रिकॉर्डिंग के लिए है इसके साथ आप सांख्यिकीय मानदंड भी परिलक्षित कर सकते हैं बुनियादी ए वेटेड सी वेटेड या रैखिक स्तरों के अलावा आपको एक सिग्नल रिकॉर्डिंग फ़ंक्शन भी मिलेगा जहां आप विशिष्ट अवधि 8 घंटे 12 घंटे या इससे अधिक लंबी अवधि तक रिकॉर्ड कर सकते हैं यह क्षमता है फिर यह विभिन्न आवृत्तियों के संदर्भ में भी रिकॉर्ड करेगा यह एकल ऑक्टेव तीसरा ऑक्टेव को रिकॉर्ड कर सकता है क्योंकि वर्ग स्पेक्ट्रम विश्लेषक की जटिलता को बढ़ाता है कक्षा I के विस्तार स्पेक्ट्रम विश्लेषक से लेकर कक्षा III का मूल ध्वनि स्तर मीटर तक अब एक व्यावहारिक समस्या के बारे में बात करते हैं हमने काफी माहौल के बारे में बात की आप एक सभागार की पृष्ठभूमि शोर स्तर को मापने की कोशिश कर रहे हैं यहां हमने 30 या 35 डेसिबल की पृष्ठभूमि के शोर के बारे में बात की एक सभागार में एयर कंडीशनिंग सिस्टम के साथ एक पृष्ठभूमि शोर स्तर आमतौर पर 40 और 45 डेसीबल के बीच होगा कुछ अशांति होंगी आपके पास बहुत शांत माहौल नहीं हो सकता है यदि सभागार बड़ा हो रहा है तो आपके पास एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम चल रहा होगा यहां शायद ही 45 डेसिबल से नीचे कुछ प्राप्त करना संभव है तो आपका वास्तविक पृष्ठभूमि शोर स्तर यहां है फिर जब आप चोटी के स्तर को कहते हैं तो यहां कुछ निश्चित मास्किंग भी होगी इसलिए यहां 5 डेसिबल थ्रेशोल्ड और यहां 5 डेसीबल थ्रेसहोल्ड छोड़ने के लिए एक अच्छा विचार या एक अच्छा अभ्यास है तो अब हम पहले से ही 50 डेसिबल में हैं अधिकतम हम यहां 100 या 103 डेसिबल कहने के लिए नीचे आए हैं शीर्ष पर कुछ अनड्यूलेशंस छोड़ रहे हैं क्योंकि आप पूरी तरह से 110 तक नहीं पहुंच सकते हैं यह थोड़ा भिन्न हो सकता है इसलिए मान लें कि आप 100 डेसिबल में हैं जो न्यूनतम मुमकिन है फिर से हमारे मामले में यह पृष्ठभूमि थी और क्षय के बाद यह इस बिंदु पर आने वाला है यह एक चरम स्तर है जिसे हम मान रहे हैं हमारे पास 50 डेसीबल बचे हैं लेकिन अगर आपको आरटी 60 निर्धारित करना है कि 60 डीबी क्षय है तो आप यहां 60 डीबी ड्रॉप प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं जिसका अर्थ है कि हम जिस ध्वनि स्रोत का उपयोग कर रहे थे वह वास्तव में 120 डीबी या 115 डीबी तक जाना चाहिए ताकि आपको कुशन मिल जाए भौतिक क्षेत्र माप के लिए व्यावहारिक तौर पर सीधे आरटी 60 को मापना अत्यधिक कठिन है या तो आपको बहुत अधिक परिवेश या बहुत उच्च डेसिबल आवेग स्रोत की आवश्यकता होगी जिसके साथ यह संभव होगा इसलिए एक सामान्य उपयोग के लिए एक बेहतर संकेतक पुनर्वितरण समय 30 के बजाय पुनर्वितरण समय 60 है जिसका अर्थ है कि 30 डेसिबल द्वारा ध्वनि का क्षय लिया जाता है अधिकांश ध्वनि स्तर मीटर या लगभग सभी स्पेक्ट्रम विश्लेषक ध्वनि मीटरों में आरटी 30 एक फ़ंक्शन के रूप में होगा आपको पुनर्वितरण का समय 60 नहीं मिलेगा एक और बात जो आपको नोट करनी है आरटी 30 का मतलब यह नहीं है कि यह आरटी 60 का आधा है यह प्रक्षेपित मूल्य है जहां ढलान को मुख्य रूप से माना जाता है ऐसा नहीं है कि RT 30 सिर्फ आधे RT 60 में जा रहा है ऐसा नहीं है यह एक प्रक्षेपित मूल्य है आप वास्तव में ढलान या क्षय की गिनती कर रहे हैं यह विशेष ढलान लिया जाता है जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास एक स्तर है जो एक शिखर स्तर है आप 5 डेसीबल का एक कुशन छोड़ते हैं आप 30 डीबी क्षय की गिनती करते हैं फिर एक और कुशन प्लस आप रखते हैं यहाँ शोर मार्जिन उदाहरण के लिए पृष्ठभूमि शोर स्तर यदि यह इस बीच में उतार चढ़ाव बदलता है तो आपके पास t1 है यह वास्तव में t2 से शुरू होता है क्योंकि आप विशिष्ट अनड्यूलेशंस के लिए एक कुशन छोड़ रहे हैं ध्वनिक दोषों के संदर्भ में भी इसके कुछ कार्य हैं हम इसके बारे में बात करेंगे आपके पास t3 है यह आपकी सीमा है फिर आप शोर मार्जिन को छोड़ देते हैं यह एक बड़ी ढलान को गिनने और फिर उसकी गणना करने के बजाय एक बेहतर भविष्यवाणी है इसलिए RT30 सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला संकेतक है जो प्रयोगशाला की स्थितियों के अलावा सीधे फ़ील्ड में मापने योग्य है जहाँ RT60 भी काफी संभव है ऐसा नहीं है कि यह संभव नहीं है लेकिन RT 30 फ़ील्ड अनुप्रयोग के लिए अधिक व्यावहारिक है छोटे माप के लिए आपके पास RT 20 भी है आपके पास EDT या प्रारंभिक क्षय समय नामक कुछ है जो पार्श्व परिवर्तनों को गिनने के लिए भी महत्वपूर्ण है पार्श्व परावर्तन कुछ ऐसे हैं जो आपको प्रारंभिक छत परावर्तक या फर्श की सतह से फुटपाथ से आते हैं हम थोड़ी देर में ईडीटी और परावर्तन को देखेंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के पुनर्वितरण समय आरटी 60 हैं जो कि ध्वनि दबाव स्तर का क्षय 60 डीबी आरटी 30 है जो कि 30 डीबी क्षय आरटी 20 है जो 20 डीबी क्षय है और शुरुआती क्षय का समय 15 डेसीबल से कम होता है यह प्रारंभिक परावर्तन और इसके क्षय के लिए एक प्रारंभिक परावर्तन है जैसा कि मैंने आमतौर पर आरटी 30 कहा था ये कुछ सामान्य पुनर्वितरण समय हैं जो निर्दिष्ट हैं यदि आप एक रिकॉर्डिंग या एक प्रसारण स्टूडियो को देखते हैं तो एक छोटा रिकॉर्डिंग स्टूडियो या एक रिकॉर्डिंग थिएटर को आमतौर पर रेडियो स्टेशनों और आपके प्रसारण में पाए जाने वाले आमतौर पर टीवी या रेडियो प्रसारण स्टेशन वे अत्यधिक अवशोषक होते हैं आमतौर पर छोटे कमरे जहां पुनर्वितरण का समय 04 03 तक कम होता है आमतौर पर क कक्षाओं से आप उम्मीद कर सकते हैं जैसा कि मैंने कहा था कि 05 06 के बीच यह 08 09 पर जा सकता है कभी कभी आपको 1 सेकंड मिल जाएगा यह बुरा नहीं है कहीं 08 के आसपास सलाह दी जाती है जैसा कि आप जाते हैं उदाहरण के लिए व्याख्यान और सम्मेलन कक्ष छोटी कक्षाओं के बजाय आप व्याख्यान कक्ष या सम्मेलन कक्ष में थोड़ा बड़ा हो जाते हैं तो आप 12 13 सेकंड तक जा सकते हैं कैथेड्रल के लिए उच्चतम 26 मिलेगा इसी तरह ऑर्केस्ट्रा के सिम्फनी प्रकार के लिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का नाटक किया जाता है यदि आप इसे शास्त्रीय से रोमांटिक के लिए सिम्फनी के रूप में देखते हैं तो पुनर्वितरण का समय अलग है ऑर्केस्ट्रा कोरस और जब ऑर्गन पाइप का उपयोग किया जाता है तो आपको वास्तव में उच्च पुनर्वितरण समय की आवश्यकता होगी आप कैथेड्रल्स में भी देख सकते हैं कि आपके पास ऑर्गन पाइप चॉइस भी हैं जो आपको अनिवार्य रूप से बेहतर संगीत की सराहना करने के लिए उच्च पुनर्वितरण समय की आवश्यकता होगी नृत्य और रॉक बैंड फिर से कम आरटी पर्याप्त है यदि आप इस तरफ देखते हैं तो ये विशेष बातें भाषण के लिए हैं भाषण प्रदर्शन के लिए आपको थोड़ा कम पुनर्वितरण समय की आवश्यकता होगी भाषण और संगीत दोनों के लिए 12 13 पुनर्वितरण समय हैं इससे अधिक नहीं यदि आप बहुउद्देशीय हॉल डिजाइन कर रहे हैं तो आप बहुत कम नहीं कर सकते क्योंकि ऑडिटोरियम के लिए वॉल्यूम बहुत अधिक है स्वाभाविक रूप से पुनर्वितरण का समय अधिक होगा फिर आप 14 या 15 के बीच कहीं की अपेक्षा करेंगे यह और भी अधिक बढ़ सकता है यह भाषण के प्रकार पर निर्भर करता हैकिस प्रकार के संगीत संगीत प्रदर्शन या उपकरणों का उपयोग किया जाता है फिर विशेष रूप से संगीत संगीत थिएटर ऑर्केस्ट्रा ओपेरा हाउस के लिए आप अनिवार्य रूप से कहीं कहीं पुनर्वितरण का समय 08 या 1 सेकंड से लेकर 25 3 सेकंड तक पाएंगे एक और चीज कम पुनर्वितरण वाले स्थान जैसे कि 02 04 05 सेकंड को डैड स्थान कहा जाता है जहां ध्वनि बहुत तेजी से घटती है जबकि उच्च पुनर्वितरण समय वाले स्थानों को लाइव स्पेस कहा जाता है क्षेत्र में अभ्यास करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी चाहिए आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमेशा कम पुनर्वितरण समय अच्छा नहीं होता है आप इसे बहुत शुष्क स्थान या बहुत शुष्क ध्वनि के रूप में कहते हैं आपको हमेशा कुछ निश्चित मात्रा में पुनर्वितरण समय की आवश्यकता होती है शून्य संभव नहीं है जब तक कि यह बहुत नियंत्रित स्थान नहीं है कहीं कहीं 08 से 1 सेकंड के भाषण प्रदर्शन के लिए भी सराहनीय है जबकि जब आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन प्ले होता है तो यह निर्भर करता है कि यह वायलिन या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बनाम पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट है या नहीं यह इंस्ट्रूमेंट टाइप और साउंड पर निर्भर करता है कि यह किस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को पैदा करता है इसके लिए आपको एक अलग प्रकार के पुनर्वितरण समय की आवश्यकता होगी तो स्थान को बहुत अधिक अवशोषित बनाने की कोशिश न करें बहुत अधिक इन्सुलेशन सामग्री न डालें बहुत अधिक अवशोषण सामग्री न डालें ताकि कमरा बहुत अधिक मृत हो जाए भाषण संगीत की सराहना करने के लिए आपके पास एक लाइव रूम होना चाहिए संगीत प्रदर्शन होने पर शब्दांश की निरंतरता होनी चाहिए यहां तक कि भाषण के लिए मूल ध्वनि को सुदृढ़ करने के लिए संकेत बनाम प्रबलित परावर्तित ध्वनि प्रारंभिक परावर्तन जिसे हम प्रारंभिक प्रतिबिंब कहते हैं आपको बोलने और सुनने की प्रशंसा में कठिनाई से बचने के लिए एक निश्चित मात्रा में पुनर्वितरण समय की आवश्यकता होती है तो पुनर्वितरण समय की निश्चित मात्रा की आवश्यकता है बहुत अधिक नहीं बहुत कम नहीं यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है यह भाषण की समझदारी पर निर्भर करता है मुख्य रूप से पुनर्वितरण के समय से प्रभावित होता है भाषण की समझ कम या ज्यादा हो जाती है यह कमरे की ज्यामिति पर निर्भर करता है जैसा कि हमने बात की थी यह श्रोता से स्रोत की दूरी पर निर्भर करता है यह एक सिग्नल स्तर पर निर्भर करता है मैं कितनी जोर से बात कर रहा हूं या मैं कितनी बात कर रहा हूं तब आप शोर और संकेत के अनुपात के बारे में बात करते हैं तो सिग्नल वह है जो मैं बात कर रहा हूं यदि मैं बात कर रहा हूं तो शोर कुछ ऐसा है जो परावर्तित होता है या और पृष्ठभूमि शोर स्तर के साथ होता है जब सिग्नल की तुलना में शोर अधिक हो रहा है तो भाषण के समझ में बहुत कमी आएगी और पृष्ठभूमि बहुत अधिक है या परावर्तन बहुत अधिक हैं तो शोर स्तर जो कि एक भाजक में है वह ऊपर जाने वाला है तो सिग्नल और शोर का अनुपात कम हो जाएगा जिसका अर्थ है कि मुझे ज्यादा तेजी से बोलना होगा नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा तो यह पृष्ठभूमि शोर स्तर पर निश्चित रूप से निर्भर करता है एक उदाहरण यहाँ दो बातों पर ध्यान दिया जाना है आप एक विशिष्ट पुनर्वितरण समय लेते हैं कहते हैं कि हम 04 सेकंड का पुनर्वितरण समय लेते हैं दो चीजें होती हैं सामान्य सुनवाई और श्रवण बाधित लोग यहां दो कॉलम हैं यह प्रतिशत दर्शाता है कि लोग सिग्नल का कितना प्रतिशत समझ सकते हैं यदि मैं व्याख्यान दे रहा हूं तो मेरे संचार का कितना प्रतिशत समझा जाता है जब शोर और संकेत का अनुपात अधिक होता है तो वह संकेत बहुत मजबूत होता है 92 और आधा प्रतिशत एक सामान्य श्रवण क्षमता वाले व्यक्ति के लिए समझा जा सकता है जैसा कि शोर और संकेत का अनुपात कम हो जाता है 0 डीबी का मतलब है कि शोर लगभग संकेत के बराबर है केवल 47 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से कम समझा जा सकता है कम सुनने की क्षमता वाले लोगों को सुनने के लिए यह और अधिक है जो आपने बात की थी उसका केवल 25 से 30 प्रतिशत के करीब ही समझा जा सकता है यह पुनर्वितरण के समय पर भी निर्भर करता है आइए हम 12 DB सिग्नल को शोर अनुपात में लेते हैं यह सिग्नल मजबूत है लेकिन फिर भी आपके पास शोर की थोड़ी मात्रा है सुनने वाले एक औसत व्यक्ति के लिए आपके पास लगभग 90 प्रतिशत होता है जब पुनर्वितरण का समय बहुत कम होता है जब पुनर्वितरण का समय 04 के आसपास होता है यह घटकर 82 से 83 प्रतिशत हो जाता है जब पुनर्वितरण का समय बढ़ता है तो सभी 69 प्रतिशत तक कम हो जाता है जैसा कि यह और बढ़ जाता है यह सुनने या समझने की क्षमता और नीचे गिर जाएगी 89 से यह 83 तक आ गई और आगे 69 प्रतिशत तक कम हो गई है तो यह पुनर्वितरण समय के साथ साथ शोर और संकेत के अनुपात पर निर्भर करता है जब मैं 0 पुनर्वितरण का समय कहता हूं तो प्रयोगशाला में विशिष्ट स्थान होते हैं जिन्हें एनोकोइक चेंबर्स और इकोटिक चैंबर्स कहा जाता है ये चैंबर हैं जहां प्रतिध्वनि समय 0 के करीब है मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जब हम ध्वनिक सामग्री के बारे में बात करेंगे इसके ठीक विपरीत यह एक रीवर्बरैशन कक्ष है यहाँ RT लगभग कम है यहाँ RT उच्च है यह पॉलिश परावर्तक धातु सतहों का अधिक है इसलिए रीवर्बरैशन कक्ष में रीवर्बरैशन का समय अधिक होता है ये आम तौर पर सामग्री के परीक्षण या ध्वनि स्रोतों से शोर स्तर का परीक्षण करने के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट प्रयोगशाला सेटिंग्स हैं मैंने पुनर्वितरण समय की कुछ निर्भरताएं रखी हैं उदाहरण के लिए जैसे कमरे का आयतन बढ़ता है वैसे ही पुनर्वितरण समय भी बढ़ता है जैसे जैसे आपका हॉल बड़ा होता जाता है और बड़ा होता जाता है उदाहरण के लिए एक 100 मीटर क्यूब हॉल भाषण के लिए आपको 06 के आरटी की आवश्यकता होगी और संगीत के लिए आपके पास 09 होगा जबकि 10000 मीटर क्यूब हॉल एक बड़ा हॉल बिंदीदार रेखा इंगित करती है कि यह भाषण प्रस्तुति के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है यदि आप लगभग 5000 लेते हैं तो आपको 1 या 12 सेकंड के आरटी तक जाने की अनुमति है यदि यह एक संगीत प्रदर्शन है तो आप 16 या उच्चतर तक जा सकते हैं यह कमरे के आयतन पर निर्भर करता है यह आवृत्ति पर भी निर्भर करता है आदर्श रूप से यह विशेष गणना जो मैंने आपको अवशोषण में बताई थी यहां पर अवशोषण गुणांक और आवृत्ति की बात आती है आरटी विभिन्न आवृत्ति के लिए भिन्न होता है तो स्वीकार्य पुनर्वितरण का समय भाषण के लिए और विभिन्न आवृत्तियों के साथ संगीत के लिए भी भिन्न होता है आपको विशिष्ट आवृत्तियों में कम आरटी की आवश्यकता हो सकती है उदाहरण के लिए आरटी की अनुमति उच्च आवृत्तियों के लिए कम या निम्न आवृत्ति में ज्यादा हो सकती है मध्य आवृत्तियों के लिए इसे केंद्र या संतुलन बिंदु के रूप में लिया जाता है एक सरल उदाहरण हमारे पास एक वृत्ताकार हॉल था जहाँ पुनर्वितरण के समय का अनुमान लगाया गया था मैं यहाँ आपको यह बताने का इरादा कर रहा हूँ कि यह इस स्थान या स्थान पर भी निर्भर करता है जहाँ आप बैठे हैं या किसी विशेष कमरे में खड़े हैं यह एक गोलाकार कमरा है जिसे आप उन्नयन के संदर्भ में देखते हैं यह पुनर्वितरण का समय है 330 यहां यह 1000 हर्ट्ज है यह कहीं न कहीं 12 या 1 सेकंड केंद्र के करीब विशिष्ट बिंदुओं पर आप 2 या कहें 18 या 22 सेकंड तक पुनर्वितरण का समय पा रहे हैं तो यह बड़े हॉल के लिए स्थान पर भी निर्भर करता है जिस स्थान पर आप बैठे हैं आप छोटी कक्षाओं में स्थानिक भिन्नता का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं लेकिन यदि आप एक विशाल सभागार में स्थित हैं यहां एक स्थिति में एक छोर स केंद्र तक पीछे की सीट पर या मंच के करीब की स्थिति में आप पुनर्वितरण के समय में अंतर पाएंगे यदि आप ध्वनि दबाव का अनुभव कर रहे हैं विभिन्न स्थानों के लिए प्रति सीट की अनुशंसित मात्रा यदि आप भाषण के लिए कमरे देखते हैं तो संख्या स्वीकार्य से कम है यह एक सरल नियम है प्रति सीट आप कितनी वॉल्यूम दे सकते हैं कि कमरा कितना विशाल हो सकता है और इसका दूसरा हिस्सा चर्च या कॉन्सर्ट हॉल तक जाता है जहाँ प्रति सीट की वॉल्यूम बहुत अधिक है जैसा कि मैंने कहा कि यह इस्तेमाल किए गए इंस्ट्रूमेंट का एक कारक है वहां किए गए प्रदर्शन का प्रकार यह सीट और वॉल्यूम निर्धारित करता है आप कितनी मात्रा की अनुमति देते हैं ध्वनिक गुणवत्ता के लिए अन्य संकेतक हैं आर्टिक्यूलेशन इंडेक्स है आपके पास स्पीच इंटेलीजेंस इंडेक्स स्पीच ट्रांसमिशन इंडेक्स और स्पष्टता है हम निम्नलिखित मॉड्यूल में इन चीजों को देखेंगे